अब कॉपीराइट की उत्पत्ति और विकास पर नजर डालते हैं रचनाकारों को अपने काम से लाभ प्राप्त करने के लिए कॉपीराइट आवश्यक हो गया कॉपीराइट महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इन कार्यों से दूसरों के द्वारा लाभ उठाए जाने के कई उदाहरण थे उदाहरण के लिए कॉपीराइट व्यवस्था से पहले बड़े पैमाने पर साहित्यिक चोरीहोती थी जहां कोई दूसरे के काम की प्रति बनाता है और इसे अपने काम के रूप में प्रसारित कर देता है यह लैटिनभी यदि आप कॉपीराइट कानून के इतिहास को देखते हैं तो इसका आकर्षण इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं अगर हम सांस्कृतिक विकास में रुचि रखते हैं तो आप इस इतिहास को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं यदि आप बौद्धिक कार्यों के कानूनी संरक्षण को देखते हैं तो आप इसे उस पहलू से देख सकते हैं इसलिए कॉपीराइट में अलग अलग इतिहास हैं और व्यापक समझौता यह है कि कॉपीराइट की उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम में हुई चीजों और घटनाओं ने कॉपीराइट कानून के लिए मानदंडों का निर्माण किया यूनाइटेड किंगडम हाथ से किए गए थे और इन कार्यों को बनाने में उन्हें भारी मात्रा में प्रयास करने पड़े जो कि स्वयं ही उन्हें कॉपी करना मुश्किल हो गया क्योंकि यदि किसी को इस कार्य की प्रतिलिपि बनानी थी तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन कार्यों में कलात्मक वैभव का निर्माण कर सके या मेल कर सके धार्मिक कार्य छोटे दर्शकों के लिए थे जो धार्मिक शिक्षण और धर्म के प्रचार में शामिल थे लेकिन दो चीजें बदल गईं यह एक था गुटेनबर्ग का लोकतंत्रीकरण हो गया अब जब ये दो प्रौद्योगिकियां का हर जगह अभ्यास किया गया था इसके कारण किताबों की प्रतियां बनाई गईं और किसी तरह की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों को छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रिंट में एकाधिकार था कंपनी प्रिंट करने का अधिकार था तो कॉपीराइट शब्द आगे की प्रतियां बनाने के अधिकार के रूप में विकसित हुआ तो कॉपीराइट शब्द का विकास भी सदस्यों द्वारा किताबें प्रिंट करने के अधिकार से जुड़ा हो सकता है और यह शुरू में यह अधिकार सदा के लिए था स्टेशनर एक आधुनिक उपाय है जहां एक कॉपीराइट धारक को उल्लंघनकारी कार्यों को जब्त करने का अधिकार है इस कानून के पारित होने के बावजूद चोरी पनप रही थी क्योंकि प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे लोग थे जो लोगों को आसानी से प्रिंट करने की अनुमति दे सकते थे और हम पाते हैं कि ऐनी के क़ानून को 1709 में पाइरेसी के मुद्दे से निपटने के लिए पारित किया गया था तो यह इंग्लैंड में पारित पहला क़ानून था जो आधुनिक कॉपीराइट कानूनों का अग्रदूत था अबऐनी के महान कानून में उल्लिखित किया गया था कि यदि कॉपीराइट और लेखकों के कार्यों को शासन द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है तो यह लेखकों और उनके परिवारों के लिए नुकसानदेह होगा और ये उन्हें बरबाद भी कर देगा

का एकाधिकार था और यदि कॉपीराइट स्वामी 14 वर्ष के अंत में जीवित था तो इसे अन्य 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है इसलिए प्रारंभिक अवधि 14 साल थी जिसे 14 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है अब आप यह भी देखेंगे कि 18 वीं शताब्दी के बाद की एक अवधि में कॉपीराइट शब्द का विस्तार विभिन्न प्रकार के कार्यों को समायोजित करने के लिए किया गया है और इसने विशिष्टता की अवधि को भी बढ़ाया है 1790 का यूएस कॉपीराइट एक्ट देख सकते हैं इसलिए कानून इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ और दुनिया भर में कानून के समान संस्करणों का पालन किया गया इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद मूल कार्यों को कॉपी करने से बचाने के लिए कॉपीराइट आवश्यक हो गया और हमने देखा कि स्टेशनर्स द्वारा एक चार्टर के माध्यम से विशेष अधिकार दिए गए थे कि कानून के विरूद्ध प्रिंट की गई किताबों को खोज कर नष्ट कर दें इसे हम जब्त की शक्ति के रूप में उल्लेखित करते हैं एक अन्तरराष्ट्रीय अधिकार के रूप में कॉपीराइट का धीमी गति से उभरना द्विपक्षीय व्यवस्था के साथ शुरू हुआ दो देशों में एक दूसरे के कॉपीराइट कार्यों का सम्मान करने के लिए पारस्परिकता पर आधारित एक व्यवस्था होगी यह धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन गई कॉपीराइट पर पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 1886 में बर्न कन्वेंशन थी विभिन्न सदस्यों के बीच एकरूपता होना बर्न सम्मेलन प्राथमिकता थी बर्न सम्मेलन केवल कलात्मक और साहित्यिक कार्यों तक ही सीमित था लेकिन बर्न सम्मेलन में संशोधन किया गया था और बाद के वर्षों में कॉपीराइट कार्यों के नए रूपों को शामिल किया गया था अधिवेशन राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत पर आधारित था जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक उपचार सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि आपको विदेशियों के लिए समान उपचार का विस्तार करना होगा दूसरे शब्दों में आप विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आप अपने स्वयं के नागरिकों के साथ करते हैं इसलिए राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि विदेशी देशों में कॉपीराइट कार्य के रचनाकारों को संरक्षण का प्रतीक मिला क्योंकि संरक्षण किसी विशेष देश के नागरिक को दिया जाएगा इसलिए घरेलू कामों की तरह विदेशी कामों को भी करना पड़ता था तो बर्न सम्मेलन ने लेखक के जीवनकाल के साथ साथ अधिकांश कार्यों के लिए कॉपीराइट की न्यूनतम अवधि 50 वर्ष निर्धारित की इसलिए लेखक के जीवनकाल में और अतिरिक्त 50 वर्षों के लिए एक कार्य का कॉपीराइट शब्द बढ़ाया गया इसलिए जिस वर्ष लेखक की मृत्यु होती है उससे 50 वर्ष से अधिक और कॉपीराइट भी स्वचालित रूप से कम हो गया सुरक्षा स्वचालित थी तथ्य यह है कि काम बनाया गया था और काम करने के लिए सुरक्षा दी गई यह आमतौर पर काम के साथ जोड़ा जाता है और कॉपीराइट नोटिस द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है कॉपीराइट पर दूसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसे हम 1961 का रोम सम्मेलन कहते हैं जबकि बर्न सम्मेलन का पूरा ध्यान उन लेखकों के अधिकार थे जिन्होंने कार्य की रचना की थी रोम सम्मेलन पड़ोसी अधिकारों से संबंधित था पड़ोसी अधिकारों का अर्थ है लेखकों के अलावा अन्य लोगों के अधिकार जैसे कलाकार के अधिकार तो इस सम्मेलन ने ध्वनि रिकॉर्डिंग कलाकारों और प्रसारकों के फोनोग्राम कलाकारों और प्रसारकों के उत्पादकों के लिए बढ़ा फिर 1994 में हमने ट्रिप्स करता है तो उसे उस व्यवहार को देश C या देश D तक भी विस्तारित करना होगा इसलिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत को एक ऐसे तरीके से लाया गया जिसमें देश दूसरे देशों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते थे या देश अकेले एक देश के लिए एक विशेष व्यवहार नहीं कर सकते थे इसलिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रमुख ने देशों को समान रूप से व्यवहार करने और राष्ट्रों के कॉपीराइट पर एक समान व्यवस्था रखने की अनुमति दी ट्रिप्स समझौता भी विचार अभिव्यक्ति के अंतर को प्रभावित करता है अब इस ट्रिप्स समझौते के बाद हमने दो डब्ल्यूआईपीओसंधि जिसे WPPT1996 कहा जाता है अब 1994 में आए ट्रिप्स समझौते ने बर्न सम्मेलन के लेख 1 से 21 को लागू किया इसमें सिर्फ वही अपनाया गया जो बर्न सम्मेलन में था इसका एक फायदा उनके देशों को हुआ जो बर्न सम्मेलन के पक्षकार नहीं थे क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए थे और ट्रिप्स समझौते के सदस्य बन गए थे अब बर्न सम्मेलन का अनुसरण करेंगे क्योंकि इसने उन लेखों को अपनाया और बर्न सम्मेलन के अनुपालन के संबंध में विवादों को अब विश्व व्यापार संगठन के समक्ष लाया जा सकता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में एक विवाद निपटान निकाय और एक प्रभावी विवाद निपटान तंत्र था इसलिए पहले अगर कोई देश बर्न सम्मेलन का अनुपालन नहीं करता था तो आपके पास विवाद उठाने का कोई रास्ता नहीं था लेकिन अब बर्न सम्मेलन प्रावधानों या बर्न सम्मेलन को ट्रिप्स समझौते में शामिल करने से देश विश्व व्यापार संगठन का विवाद बढ़ा सकते थे ट्रिप्स समझौते में रोम सम्मेलन भी शामिल था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 14 के माध्यम से इसलिए रोम सम्मेलन का सार जो कलाकारों के प्रदर्शन निर्माता कलाकारों के अधिकारों और फ़ोनोग्राम के संकलन को भी बौद्धिक कृतियों के रूप में माना जाए इसलिए बौद्धिक रचनाएँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा बेस संकलन है इसलिए 1996 के डब्ल्यूसीटी कॉपीराइट संधि ने अधिकारों के तीन अलग अलग सेट पेश किए इसने वितरण का अधिकार पेश किया इसने जनता के लिए किराये के अधिकार और संचार के व्यापक अधिकार को पेश किया डब्ल्यूआईपीओ के उत्पादकों को संदर्भित करते हैं व्यक्तियों या कानूनी संस्थाएं जो पहल करती हैं और ध्वनियों के निर्धारण के लिए ज़िम्मेदार हैं संधि कलाकारों के अधिकार को नियंत्रित करती है जो उनके निश्चित शुद्ध रूप से श्रवण सम्बंधी प्रदर्शन को कवर नहीं करता है और उनके पास पुनर्निर्माण का अधिकार वितरण का अधिकार किराये का अधिकार और उपलब्ध कराने का अधिकार है फ़ोनोग्राम के उत्पादकों के पास पुनर्निर्माण का अधिकार किराये का अधिकार और उपलब्ध कराने के अधिकार जैसे आर्थिक अधिकार हैं कॉपीराइट का औचित्य हमें कॉपीराइट की रक्षा क्यों करनी चाहिए जिन कार्यों पर कॉपीराइट होता है उनको बौद्धिक उत्पादन माना जाता है उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे रचनात्मक या बौद्धिक प्रयासों से निकलते हैं इसलिए यह तथ्य कि बौद्धिक प्रयास के परिणाम स्वरूप प्राप्त इन उत्पादों को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता थी हमारे पास माल और सेवाओं के लिए सुरक्षा थी लेकिन रचनात्मक श्रम जैसे अमूर्त को गति दी

कॉपीराइट होने का अन्य तर्क यह है कि नकल करना चोरी करने के समान है अब हमने देखा कि जब साहित्यिक चोरी का अर्थ था डकैती इसलिए किसी और के काम की नकल करना चोरी करने या उसके समान अपराध करना था इसलिए यह एक व्यवस्था होने के लिए एक और तर्क है क्योंकि आपको विचारों की अभिव्यक्ति को चोरी होने से बचाना था कॉपीराइट होने के लिए तीसरा तर्क यह है कि श्रम के फलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है तो श्रम सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पुस्तक लिखने के काम करने में समय व्यतीत करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुस्तक को बनाने में लगे श्रम का ईनाम न मिले इसलिए मानव रचना को बढ़ावा देने के लिए काम के सृजन के लिए लेखक को पुरस्कृत करना आवश्यक था कॉपीराइट संरक्षण को आगे के कार्यों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए भी माना जाता है और इसमें रचनात्मक कार्य समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सकते हैं हालाँकि यदि कॉपीराइट संरक्षण को कठोरता से लागू किया जाता है तो इससे समाज की प्रगति बाधित हो सकती है इसलिए यही कारण है कि हमारे पास कानून में विभिन्न अपवाद और सीमाएं शामिल हैं हमने पाया कि ऐनी के क़ानून में रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है साथ ही साथ वे सूचना का प्रसार करने की आवश्यकता को भी ध्यान से बताते हैं तो कॉपीराइट व्यवस्था को एक संतुलन के रूप में देखा जा सकता है जहाँ सुरक्षा के अधिकारों को एक संतुलन के रूप में देखा जा सकता है जहाँ रचनाकारों के अधिकारों को उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के साथ संतुलित करना पड़ता है